मेंडेलियन जेनेटिक्स पर अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है यह संभवतः मेंडेलियन जेनेटिक्स पर अंतिम व्याख्यान होगा हमने कहा था कई बीमारियां आनुवंशिक रूप से जुड़ी हुई हैं और ऐसे बीमारी इन्हेरिटन्स का विश्लेषण करने के लिए हम मेंडेलियन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं हमने कुछ उदाहरण दिखाए थे हमने कुछ उदाहरणों को देखा और फिर एक्स लिंक्ड विकारों की स्थिति में आ गए जो विकार एलील के कारण उत्पन्न होते हैं जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से इन्हेरिटिड होते हैं हमने देखा कि कैसे इन्हेरिटन्स पैटर्न मेन्डेलियन सिद्धांतों द्वारा भविष्यवाणी से भिन्न हो सकते हैं और कहा कि आप इस उदाहरण पर काम कर सकते हैं और हम इस उदाहरण को हल करके इस व्याख्यान को शुरू करेंगे यह एक फैमिली ट्री है माता पिता और फिर यहां 3 ऑफ़्स्प्रिंग वे शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं और एक और पीढ़ी है जो यहां हो रही है और यहां मेटिंग करने के बाद यहां बच्चे हैं और हम इन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं पहला सवाल था इन्हेरिटिड कैरिक्टर डॉम्इनॅन्ट है या रिसेसिव क्या यह ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड है यह पहला सवाल है दूसरा प्रश्न था यदि 3 एक वाहक नहीं है तो शायद व्यक्ति के जीनोटाइपिक विश्लेषण परिणाम हैं और हम जानते हैं कि 3 रोग का वाहक नहीं है यदि यह एक मामला है तो 1 और 4 के जीनोटाइप क्या हैं यह दूसरा प्रश्न है आखिरी सवाल यह था कि क्या संभावना है कि 1 4 प्रभावित है ठीक है तो आइए देखें कि इसे कैसे हल किया जाए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बीमारी एक पीढ़ी को पूरी तरह से छोड़ देती है 4 5 और 7 जो 1 और 2 की ऑफ़्स्प्रिंग हैं यहां पूरी तरह से छूट गए हैं ठीक है यदि यह डॉम्इनॅन्ट है तो इस तरह से यह नहीं छूटेगा क्योंकि जब तक जीन में से कोई एक डॉम्इनॅन्ट होता है तब तक विकार प्रकट होगा इसलिए इसकी संभावना सबसे अधिक है की यह रिसेसिव है ठीक क्योंकि इसने एक पीढ़ी छोड़ दी है जो केवल तब होगा जब यह एक रिसेसिवली इन्हेरिटिड डिसऑर्डर है और यदि आप यहां देखते हैं कि केवल पुरुष ही प्रभावित होते हैं 2 8 और 10 प्रभावित होते हैं सभी पुरुष हैं और इसकी संभावना सबसे अधिक है अगर यह X linked है ठीक है इसलिए यह एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और सबसे अधिक संभावना है कि यह X linked है अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं यदि 3 एक वाहक नहीं है तो 1 और 4 के जीनोटाइप क्या हैं हम जानते हैं कि यह एक रिसेसिवली इन्हेरिटिड डिसऑर्डर है और सबसे अधिक संभावना है कि X linked है इस व्यक्ति को XAXA या हेटरोज़ाइगस व्यक्ति होना है XAXa व्यक्ति नहीं दिखा रहा है यह रिसेसिव है इसलिए यहां तक कि इस तरह के जीनोटाइप के परिणामस्वरूप डिसऑर्डर प्रकट नहीं होगा और यह यहाँ प्रकट होता है और यह X linked है इसलिए यह X पर एक रिसेसिव एलील होना चाहिए इस पुरुष के यहाँ प्रकट होने के लिए ठीक है तो यह यहाँ XaY है हम 1 या 4 में रुचि रखते हैं अब तक इस पर 1 या तो यह या यह हो सकता है आइए हम यहां 8 देखें यह एक प्रभावित व्यक्ति है इसलिए यह एक्स प्रभावित पुरुष होगा इसलिए Y गुणसूत्र होना चाहिए और यह X linked है इसलिए रोग एलील को X द्वारा ले जाने की जरूरत है XaY हम जानते हैं कि यह व्यक्ति एक वाहक नहीं है इसलिए XAY पुरुष और यह व्यक्ति एक महिला है और प्रभावित नहीं है क्योंकि यह एक महिला है इसे XX होना है चूँकि व्यक्ति प्रभावित नहीं है और पिता प्रभावित है यह माँ से एक XaXA होगा ठीक है तो यह 4 का जीनोटाइप है इसलिए 1 हम XAXA या XAXa से अधिक कुछ नहीं कह सकते यह 2 प्रकारों में से एक हो सकता है जबकि 4 XAXa है तो उस सवाल का जवाब है अब क्या संभावना है कि 1 4 प्रभावित है 14 यहां है इसलिए हमें यहां माता पिता को देखने की जरूरत है यह एक महिला है मां एक महिला है इसलिए यह XX है और मदर प्रभावित नहीं है इसलिए या तो दोनों कैपिटल होमोज़ाइगस या कैपिटल स्मॉल हेटेरोज़यगोस दोनों मामलों में व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा पिता प्रभावित होता है और इसलिए उसे XaY होना पड़ता है और इसलिए यह संभावना कि यह पुरुष प्रभावित होगा है Y पिता से आ रहा है और क्या संभावना है कि यह एक Xa होगा यही हम पूछ रहे हैं एक Xa होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि माँ एक वाहक है इसलिए यह कुछ ऐसा है संभावना कि माँ एक वाहक है टाइम्स की संभावना कि Xa 14 में चला जाता है या यह Xa बन गया है व्यक्ति ने Xa मां से इन्हिरटिड किया है ठीक है संभावना कि 9 एक वाहक है उदाहरण के लिए देखें अगर माँ एक वाहक नहीं है तो माँ XAXA है तो 14 बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि Y पिता से आता है पिता का Xa कोई मायने नहीं रखता तो Y केवल तभी प्रभावित होगा अगर प्रभावित एलील मां से आता है तो यह Xa है तो यह संभावना है कि 9 एक वाहक है और Xa 14 पर जाता है संभावना कि 9 एक वाहक है आधी है ठीक है ये 2 संभावनाएं हैं और जिनमें से हम एक पर विचार कर रहे हैं और संभावना की Xa 1 4 जा रहा है जब XA भी है दूसरा आधा है और इसलिए संभावना है कि 14 प्रभावित होगा 14 में जीनोटाइप XaY होगा आधा इनटू आधा है जो एक चौथाई है तो यह सवाल का जवाब है मुझे यकीन है कि आप में से कई के पास सही जवाब है आप इसकी जांच कर सकते हैं हमने जो पहले कहा था उसे पूरा करते हैं मेंडेलियन सिद्धांतों में हम जानते हैं कुछ सीमाएं हैं हम इसे आँख बंद करके हर चीज पर लागू नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इसे बड़ी संख्या में बीमारियों के लिए लागू कर सकते हैं जो मेंडेलियन इन्हेरिटन्स को दर्शाते हैं ठीक है यह मेंडेलियन सिद्धांतों को सीखने का उपयोग था बहुत सारे गैर मेन्डेलियन इन्हेरिटन्स हैं कृपया यहां दिए गए वीडियो को देखें पहला गैर मेन्डेलियन इन्हेरिटन्स जिसे हम देखने जा रहे हैं वह यह है कि डॉम्इनॅन्स हमेशा पूर्ण नहीं है एक स्पेक्ट्रम मौजूद है यह या तो बैंगनी फूल या सफेद फूल नहीं है ठीक है बीच में कुछ ऐसा भी है जो उत्पन्न हो सकता है यह मटर के पौधे में नहीं होता लेकिन कई अन्य चीजों में होता है जिसे इन्कॅम्प्लीट डॉम्इनॅन्स कहा जाता है या कोडॉम्इनॅन्स उसी का एक वेरिएंट है और वहां डोमिनेंट एलील की बहुत कम आवृत्ति होगी जो हम पहले ही देख चुके हैं यह थोड़ा अलग है जो हमने एक्सपेक्ट किया था यही कारण है कि मैंने इसे ऐसी चीज़ के रूप में रखा है जो उम्मीद से अलग है यह दूसरे 2 के साथ नहीं जाता है हम पहले ही हंटिंगटन की बीमारी Huntington's disease के मामले में देख चुके हैं ठीक है डोमिनेंट एलील की बहुत कम आवृत्ति जब तक आपके पास डोमिनेंट एलील होता है जब तक आप को बीमारी हो सकती है लेकिन डोमिनेंट एलील की उपस्थिति स्वयं आबादी में बहुत कम आवृत्ति में है ठीक है तो इसका यही मतलब है तो यह हमेशा पूर्ण नहीं होता है इस तरह के एक स्पेक्ट्रम इन्कॅम्प्लीट डॉम्इनॅन्स या कोडॉम्इनॅन्स से पूर्ण डॉम्इनॅन्स मौजूद है इन्कॅम्प्लीट डॉम्इनॅन्स का एक उदाहरण एक अलग पौधे के मामले में कुछ ऐसा है यदि आप ट्रू ब्रीडिंग लाल और सफेद फूलों को लेते हैं और उन्हें एक साथ क्रॉस करते हैं तो युग्मक कैपिटल R और कैपिटल W होंगे F1 पीढ़ी में सभी फूल गुलाबी होंगे कहीं लाल और सफेद के बीच में ठीक है तो यह न तो लाल है और न ही सफेद है CR CW एक गुलाबी फूल के परिणामस्वरूप हुआ है अब लाल फूल नहीं है और यह इन्कॅम्प्लीट डॉम्इनॅन्स का एक उदाहरण है आप इसे आगे ले जाते हैं आपके पास F1 पीढ़ी से युग्मक हैं CR CW आधा और आधा के रूप में और फिर यदि आप एक पनिट् स्क्वायर विश्लेषण करते हैं तो एक चौथाई लाल होंगे आधे गुलाबी होंगे और एक चौथाई सफेद होंगे F2 पीढ़ी में यह इन्कॅम्प्लीट डॉम्इनॅन्स का एक उदाहरण है जो मेंडेलियन के सिद्धांतों से अनुमानित भविष्यवाणी से अलग है डोमिनेंट एलील की बहुत कम आवृत्ति हम पहले ही उदाहरण देख चुके हैं एक और उदाहरण पॉलीडेक्टीली है हाथ या पैर में 5 से अधिक अंक ठीक है यह दुनिया भर में लगभग 1000 जन्मों में से 1 में होता है यह डोमिनेंट एलील है एक एलील मौजूद है जो पॉलीडेक्टाइलली प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है लेकिन हम जानते हैं कि मजॉरिटी पॉलीडेक्टाइल नहीं हैं है ना इसलिए डॉम्इनॅन्स का मतलब हमेशा मजॉरिटी नहीं होता है तो यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए इसी तरह अचन्ड्रोप्लासिया एक प्रकार का बौनापन फिर से एक डोमिनेंट एलील के परिणामस्वरूप होता है भारत में 15000 में से लगभग 1 में यह एन्दोन्ड्रोप्लासिया है अमेरिका में 400 में से 1 में एन्दोन्ड्रोप्लासिया है और डॅबॅल रिसेसिव एलील जनसंख्या में सबसे अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अगर एक एलील डोमिनेंट था तो एंकॉन्ड्रोप्लेसिया स्थिर हो गया होगा जबकि हम जानते हैं कि 15000 में से केवल 1 में ही बीमारी होती है जिसका मतलब है कि आबादी में अधिकांश के पास रिसेसिव एलील हैं उनके पास यहां तक कि एक भी डोमिनेंट एलील्स नहीं है यह डोमिनेंट एलील की बहुत कम आवृत्ति है हम पहले भी हंटिंगटन की बीमारी Huntington's disease का एक उदाहरण देख चुके हैं स्लाइड समय देखें 1210 अगला नॉन मेंडेलियन पहलू यह है कि कई एलील एक ट्रैट निर्धारित कर सकते हैं ठीक है सिर्फ 2 नहीं कई एलील उदाहरण के लिए यह रक्त समूहों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हम सभी जानते हैं हम जानते हैं कि 4 प्रमुख रक्त समूह हैं A B AB और O सही और आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव हम इस समय के लिए इसे छोड़ देते हैं हम जानते हैं कि A B AB और O हैं और यह 3 एलील्स द्वारा निर्धारित किया जाता है ठीक है 3 एलील्स कैपिटल A कैपिटल B और कुछ भी नहीं और लिखा हुआ i एक छोटे i के साथ IA IB और छोटा i हम इसे इस तरह से नाम देते हैं ये हमारे लिए रक्त समूह का निर्धारण करते हैं A प्रकार के परिणाम या यह IA IA है या IAi ठीक यदि यह एक B समूह है तो यह IB IB या IBi है और अगर यह AB है तो यह IA IB दोनों कैपिटल है और यदि यह O है जब A या B दोनों मौजूद नहीं हैं या अन्य शब्द में ii ये एलील हैं वास्तव में क्या होता है इस संदर्भ में यह A और B RBCs की सतह पर कार्बोहाइड्रेट का उल्लेख करता है A और B अलग अलग कार्बोहाइड्रेट हैं और IA या A कार्बोहाइड्रेट एक मैरून सर्कल द्वारा दर्शाया गया है B कार्बोहाइड्रेट एक ब्लू सर्कल द्वारा और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है A या B में से कोई नहीं है तो यह छोटा i है तो अगर यह लाल रक्त कोशिका डिस्क के आकार का लाल रक्त कोशिका है यदि इसमें सभी A कार्बोहाइड्रेट व्यक्त किए जा रहे हैं तो यह रक्त समूह A है यदि यह सभी B कार्बोहाइड्रेट व्यक्त किया जा रहा है तो यह रक्त समूह B है यदि यह A और B दोनों कार्बोहाइड्रेट व्यक्त किया जा रहा है तो यह AB है और यदि कोई मौजूद नहीं है तो यह समूह O है ठीक है और यह भी एक उदाहरण है जिसे कोडॉम्इनॅन्स कहा जाता है जहां A और B दोनों व्यक्त किए जाते हैं एक साथ दिखाई दे रहे हैं ठीक है इसे कोडॉम्इनॅन्स कहा जाता है जो मेंडेलियन इन्हेरिटन्स से फिर से एक अंतर है प्लेयोट्रॉपी फिर से नॉन मेंडेलियन है इसका मतलब यह है कि एक ही जीन कई कैरिक्टर को प्रभावित करता है केवल एक ही नहीं यह कई फेनोटाइप को प्रभावित करता है इसका एक उदाहरण यह है कि एक ही जीनgene सिकल सेल रोग के साथ साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस से जुड़े लक्षणों का कारण बनता है ठीक है आप यहां दिए गए वीडियो को देख सकते हैं जो अंतिम वीडियो दिखाया गया है जो आपको प्लियोट्रोपी के बारे में कुछ और जानकारी देगा एपिस्टासिस तब उत्पन्न होता है जब किसी लोकस पर जीन के कारण फेनोटाइप की अभिव्यक्ति दूसरे लोकस पर किसी अन्य जीन पर निर्भर होती है ठीक है एक की अभिव्यक्ति दूसरे पर निर्भर है यदि ऐसा होता है तो इसे एपिस्टासिस कहा जाता है और फिर से यह स्पष्ट रूप से नॉन मेंडेलियन है ऐसा होता है उदाहरण फर का रंग है यह या तो काला हो सकता है जो एक डोमिनेंट B से आया है कैपिटल B या भूरे रंग का होता है जो एक डबल रिसेसिव छोटी b से होता है लेकिन फर का रंग निर्धारित किया जाता है चाहे रंग स्वयं व्यक्त किया गया हो या नहीं ठीक है चाहे रंग फर में जमा किया गया हो या नहीं यदि इसे जमा किया गया है तो फिर से यह डोमिनेंट होता है यदि इसे जमा नहीं गया जाता है तो यह रिसेसिव डबल रिसेसिव होमोजीगस रिसेसिव क्या होगा तो न केवल यह रंग क्या है बल्कि क्या रंग फर में जमा किया गया है दोनों यह निर्धारित करते हैं कि क्या जानवर काला होगा जानवर फर काला या भूरा होगा या कोई भी रंग नहीं सफेद हो सकता है यह इस तरह के क्रॉस का एक उदाहरण है ठीक है दूसरे शब्दों में आप एक डायहाइब्रिड प्रकार की क्रॉस स्थिति का उपयोग करके इसका विश्लेषण कर सकते हैं यदि आप रंग और उस रंग की अभिव्यक्ति के बीच एक डायहाइब्रिड करते हैं ठीक रंग जमा है या नहीं इस E द्वारा दर्शाया जाता है तो इस तरह के एक पनिट् स्क्वायर इन 2 पहलुओं के लिए इन 2 कैरिक्टर से होता है या इन 2 कैरिक्टर एक साथ निर्धारित करते हैं कि रंग अंततः डॉग में देखा जाएगा या नहीं उदाहरण के लिए इस मामले में 9 का रंग होगा 3 का रंग नहीं होगा 9 का रंग काला होगा और 3 का रंग बिल्कुल नहीं होगा जबकि 4 का रंग भूरा होगा डोमिनेंट रिसेसिव और कोई भी रंग बिल्कुल नहीं ठीक तो इन 2 विशेषताओं के लिए यह क्लासिक मेंडेलियन पुनेट स्क्वायर से अलग है पॉलीजेनिक इन्हेरिटन्स मेंडेलियन इन्हेरिटन्स से फिर से एक और वेअर्इअन्ट है जहां कई जीन एक कैरिक्टर की अभिव्यक्ति निर्धारित करते हैं त्वचा का रंग 3 जीनों द्वारा निर्धारित किया जाता है मानव ऊंचाई फिर से पॉलीजेनिक इन्हेरिटन्स का एक अच्छा उदाहरण है जहां कई जीन व्यक्ति की ऊंचाई निर्धारित करते हैं और इसलिए एक सुस्पष्ट भिन्नता है स्किन कलरऊंचाई में निरंतर भिन्नता है क्योंकि कई जीन इसे निर्धारित कर रहे हैं स्किन कलर के मामले में यह 3 जीन है यह एक पनिट् स्क्वायर है जो एक त्रि संकर क्रॉस को दर्शाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कम से कम 7 अलग अलग संभावनाएँ मौजूद हैं कोई भी रंग नहीं होता जब यहाँ सब कुछ रिसेसिव होता है और फिर इस रंग का 664 थोड़ा गहरा शेड्ज़ का 1564 गहरा शेड्ज़ का 2064 1564 एक गहरा शेड्ज़ और इसे प्राप्त किया जा सकता है यदि आप नीले नीले छायांकित तारों की विभिन्न संख्याओं के माध्यम से जाते हैं जो सीधे यहां दिए रंग की तीव्रता को दिखाएंगे और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तीव्रता बढ़ जाती है 1564 उच्च तीव्रता के लिए 664 और भी अधिक और 164 सबसे गहरा यहाँ सबसे गहरा संभव है जो इन सभी 6 से उत्पन्न होता है एक निश्चित प्रकार के हैं ठीक है तो ये विभिन्न फेनोटाइप हैं डार्क स्किन एलील्स की संख्या और इसी तरह और आगे जहां 3 अलग अलग जीन त्वचा का रंग निर्धारित करते हैं आखिरी चीज जो हम देखने जा रहे हैं वह यह है कि पर्यावरण का भी फेनोटाइप पर असर हो सकता है ठीक है केवल जीन ही नहीं जिस वातावरण में जीन को व्यक्त किया जाता है उसका प्रभाव पड़ सकता है उदाहरण के लिए पोषण ऊंचाई को प्रभावित करता है ऊंचाई कई जीनों द्वारा निर्धारित की जा सकती है लेकिन क्या व्यक्ति ऊंचाई की क्षमता तक बढ़ता है पोषण पर निर्भर करता है है ना इसलिए पर्यावरण ऊंचाई निर्धारित कर रहा है व्यायाम लुक को प्रभावित करता है हो सकता है कि आप लुक के साथ पैदा हुए हों लेकिन आपको लुक के मामले में क्षमता तक पहुंचने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता है अनुभव बुद्धि की मदद करता है मेरे पास यहां मौजूद चित्रांकन उदाहरण हाइड्रेंजिया फूल का रंग है यह या तो यह रंग हो सकता है या यह रंग मिट्टी की अम्लता के स्तर पर निर्भर करता है ठीक है और कुछ नहीं यह एक ही जीन है समान अभिव्यक्ति और इसी तरह और आगे लेकिन किस रंग को व्यक्त किया जाता है यह उसके पर्यावरण और स्थिति से निर्धारित होता है इस मामले में मिट्टी की अम्लता है ठीक मुझे लगता है कि एक परिचय के बाद हमने जो कुछ भी देखा उसके संदर्भ में यह एक अच्छी पर्याप्त आधारभूत जानकारी है हमने बायोमोलेकुलस पर कहानियों के संदर्भ में और इसी तरह देखा बस सुनिश्चित करने के लिए यह सिर्फ जानकारी का एक सेट नहीं है हमने देखा कि 4 प्रमुख बायोमोलेक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या अमीनो एसिड थे जो भी आप इसे बोलना चाहे फिर न्यूक्लिक एसिड लिपिड और हर एक की अपनी संरचना है और संरचना अपने कार्य को निर्धारित करती है और इसी तरह और आगे बायोमोलेक्यूलस पर व्याख्यान के उस विशेष सेट से यह प्रमुख टेक होम सबक था और हमने सेल ग्रोथ को भी देखा सेल ग्रोथ को निर्धारित करना क्यों महत्वपूर्ण है सेल ग्रोथ से हमारा मतलब जनसंख्या वृद्धि कोशिकाओं की संख्या या कोशिकाओं का द्रव्यमान बढ़ना कोशिकाओं का द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन कोशिकाओं की संख्या प्रति यूनिट मात्रा का समय के साथ बढ़ना ठीक है आप मात्रात्मकता के बारे में कैसे जाते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर संबंध का उपयोग कर और आप कैसे उपयोग कर सकते हैं कि एक बायोरिएक्टर के संचालन के लिए समय का पता लगाने के लिए वह भी हमने देखा और फिर मेंडेलियन आनुवंशिकी के कुछ सिद्धांत मेंडेलियन आनुवांशिकी जो हमने बहुत पहले विकसित की थी इसे एक बुनियादी पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में दिया गया था क्योंकि यद्यपि वे एक बहुत पहले विकसित हुए थे वे कुछ आनुवंशिक विकारों की घटना की भविष्यवाणी करने के लिए आसानी से उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त सरल हैं उसके बाद हमने कुछ वेरीऐशन देखे जैसे कि विकारों का एक्स लिंक्ड इन्हेरिटेंस और गैर मेंडेलियन इन्हेरिटेंस की विशेषताओं उसके बहुत अलग अलग प्रकार ठीक है आप इसे डॉ मधुलिका दीक्षित के व्याख्यानों से जोड़कर देख सकते हैं और यह आपको जीव विज्ञान के आणविक पहलुओं पर कुछ आधार देगा जिसे आप बाद में अपनी आवश्यकताओं पर लागू कर सकते हैं बाद में अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए कम से कम आपको इससे अवगत कराया गया है आप जानते हैं कि कहाँ जाना है और अधिक विशिष्ट जानकारी को और अधिक विशिष्ट जानकारी के रूप में लेना है जब जब आवश्यकता होगी ठीक है एक आखिरी बात मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं कि आप उस जटिलता का स्तर बताएं जो हम पूरी तरह से सेल को समझने में डील कर रहे हैं एक बार जब हम सेल को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो संभवतः जोड़तोड़ के पहलू अधिक कठोर हो सकते हैं और हम एक ऐसे चरण में आ गए हैं जहां आप जीवन में मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें शामिल जटिलता का अंदाजा लगाने के लिए आइए मैं आपको यह दिखाता हूं मुझे यकीन है कि आपने नेचर प्रकाशन से वीडियो देखा था जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर था जिसमें बताया गया कि डीएनए में सूचना mRNA में सूचना को ट्रैन्स्क्राइब की जाती है जो प्रोटीन में जानकारी के लिए ट्रांसलेटेड हो जाती है ठीक है और वह Central Dogma कहा जाता है जैसा कि आप अभी तक जान गए हैं और हम प्रोटीन में बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि वे सेल में महत्वपूर्ण आणविक वर्कहॉर्स हैं वे सेल में बहुत सारी चीजें करते हैं प्रत्येक बायोमोलेक्यूल बहुत महत्वपूर्ण है और प्रोटीन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत सारी चीजें करता है जो स्पष्ट है चीजों का आधार जो बहुत स्पष्ट है ठीक है आइए हम कुछ मुद्दों पर गौर करें जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो प्रारंभिक विचार था चूंकि डीएनए प्रोटीन की ओर जाता है अगर हम पूर्ण डीएनए या जीनोम जैसे यह कहा जाता है को जानते हैं ठीक स्रोत कोशिका का जीनोमिक्स दृश्य है यदि हम उस ब्लूप्रिंट को जानते हैं जो हम सेल को जानते हैं ठीक है तो यह सोच थी और यह मोटिवेशन था मनुष्यों की संपूर्ण जीनोम संरचना को जानने के पीछे जो हमें 15 साल पहले पता चला था हालाँकि हम बहुत आश्चर्य में थे मनुष्य के पास केवल 20 से 25 हजार जीन हैं ठीकयह इस साइट से 20 से 25 हजार जीन हैं जबकि एक pesky मच्छर में भी लगभग 13683 जीन हैं ठीकनहीं मनुष्यों से अलग नहीं है जैसा कि हमने सोचा था और इतना ही नहीं चावल में 60000 जीन होते हैं और वहाँ की अवधारणा हमारे श्रेष्ठ होने की बात कहती है है ना यह 3 गुना की संख्या है लगभग 3 गुना जीन की संख्या जो हमारे पास हैं ठीक डेढ़ से 3 गुना ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि यदि हम मानते हैं कि हम सबसे अधिक जटिल हैं तो मुझे इस बारे में बहुत यकीन नहीं है लेकिन अगर हम मानते हैं कि हम सबसे जटिल हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जटिलता को जीनोम के आकार से नहीं समझाया गया है है ना तब लोगों ने सोचना शुरू किया अगर हम एम आरएनए का पूरा सेट जानते हैं क्योंकि DNA की जानकारी ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से mRNA की जानकारी में जाती है इसलिए आप पूरी mRNA जानकारी को जानते हैं जिसे ट्रांसक्रिपटॉम कहा जाता है जिसे सूक्ष्म सरणी विश्लेषण से किया जा सकता है और तब हम कोशिका को जानते हैं और यदि आप प्रोटीन का पूरा सेट जानते हैं प्रोटिओम तो हम कोशिका को जानते हैं यदि आप चयापचय प्रतिक्रियाओं का पूरा सेट जानते हैं जो प्रोटीन के माध्यम से catalyse होते हैं तो हम कोशिका को जानते हैं क्योंकि बहुत सारे इंटरैक्शन हैं जो हो रहे हैं और यह इसी तरह चलता रहेगा इन विभिन्न प्रकारों के बीच बातचीत बहुत सारे हैं तो हम सेल को वास्तव में कब समझ सकते हैं यह सवाल है आप वास्तव में नहीं जानते हैं इसके अलावा इन्डिविड्युअल यूनट के बीच इन्टर्ऐक्शन हम कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन के बीच ही 1 है प्रोटीन डीएनए ओके या प्रोटीन कुछ और या शायद कार्बोहाइड्रेट कुछ और इसी तरह या सेल में होने वाली रिएक्शन और क्या ये यूनट एनर्जी की न्यूनतम शर्तों के तहत काम करती हैं संभावना नहीं सही और क्या यहां उच्च स्तर इन्टर्ऐक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह यहां हैं और आप इसे कैसे समझते हैं और जैसा कि हम बोलते हैं लोग इन सभी चीजों पर काम कर रहे हैं उम्मीद है कि भविष्य में कभी हमें सेल की बेहतर समझ होगी और इसलिए जीवन की बेहतर समझ होगी आशा है कि आपने इस पाठ्यक्रम को इंजॉय किया होगा और कुछ और व्याख्यान होंगे जो इनमें से कुछ पहलुओं जैसे कि DNA डीएनए से संबंधित प्रक्रियाओं आदि पर प्रकाश डालेंगे अलविदा